तो हमने पिछले व्याख्यान में विस्तारित सतह पर चर्चा शुरू की इसका वास्तव में मतलब यह है कि ऊष्मा परिवहन के कन्वेक्टिव मोड के लिए लेखांकन अनिवार्य रूप से ऊष्मा परिवहन गुणांक के उत्पाद द्वारा ऊष्मा परिवहन के क्षेत्र से गुणा किया जाता है तो अगर मैं एक सबस्क्रिप्ट डालता हूं तो यह मूल रूप से ऊष्मा परिवहन का सतह क्षेत्र है क्योंकि यह बहु चरण प्रणाली है जहां ऊष्मा परिवहन ठोस से फ्लूअड तक होता है जो चारों ओर घूम रहा है तो वहाँ होना चाहिए यह सतह क्षेत्र है जो कन्वेक्टिव के माध्यम से ऊष्मा परिवहन के लिए जिम्मेदार है इस फ्लूअड के आसपास इसलिए यदि h ऊष्मा परिवहन गुणांक है जैसा कि यहाँ ऊष्मा परिवहन के कन्वेक्टिव मोड का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और डेल्टा T तदनुसार तापमान है तो यह अनिवार्य रूप से न्यूटन सिद्धांत कूलिंग है अनिवार्य रूप से न्यूटन सिद्धांत कूलिंग और हमने कहा कि किसी भी ऊष्मा परिवहन उपकरण या ऊष्मा परिवहन प्रणाली का उद्देश्य अनिवार्य रूप से या तो ऊष्मा अन्तरण दर को बढ़ाना है यदि आप ऊष्मा को समाप्त करना चाहते हैं या यदि आप ऊष्मा को समाप्त नहीं करना चाहते हैं तो आप कटौती करना चाहते हैं आप चाहते हैं बनाए रखने के लिए एक निश्चित तापमान के साथ एक निश्चित चैम्बर तो आप खो जाने वाली ऊष्मा की मात्रा में कटौती करना चाहते हैं तो अनिवार्य रूप से यह सिस्टम से अपने परिवेश में स्थानांतरित होने वाली ऊष्मा की कुल मात्रा को गर्म करता है इसलिए बढ़ाने का एक तरीका जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा था ऊष्मा परिवहन के सतह क्षेत्र को बढ़ाना है और यह सिस्टम के एक सेट द्वारा प्राप्त किया जाता है सिस्टम का एक वर्ग जिसे फिन्स कहा जाता है तो आज के व्याख्यान में हम जो देखने जा रहे हैं वह है हम यह देखने जा रहे हैं कि फिन्स के विभिन्न तरीके क्या हैं और इस प्रकार की सतहों में ऊष्मा परिवहन प्रक्रिया को कैसे समझा जाए तो चलिए थोड़ा सामान्य उदाहरण लेते हैं तो हमने कहा कि एक आधार है मान लीजिए कि कोई आधार ठोस है तो ध्यान दें कि हमारा उद्देश्य आसपास के फ्लूअड में ऊष्मा अन्तरण दर को बढ़ाना है तो ऐसा करने का एक तरीका यह है कि कुछ प्रकार के फिन्स हों जो वास्तव में इन सतहों से बाहर निकल रहे हों और इसके कई ऐसे फिन्स हो सकते हैं कई ऐसे फिन्स जो इन आधार सतह से बाहर निकल रहे हैं और इस फिन्स के ऊपर और नीचे की सतह से और निश्चित रूप से पक्षों में भी ऊष्मा अन्तरण होगा तो आइए हम एक सामान्यीकृत एक अनियन्त्रित आकार का फिन्स एक सामान्य अनियन्त्रित आकार पर विचार करें तो आइए मान लें कि यह अलग अलग क्रॉस सेक्शनल सिस्टम है और हम इस सामान्यीकृत मामले के विशिष्ट उदाहरण और विशिष्ट मामलों को लेने जा रहे हैं सामान्यीकृत फिन से विस्तारित सतह तक इसलिए अगर हम ऐसी सामान्यीकृत प्रणाली में ऊष्मा परिवहन प्रक्रिया को मापना चाहते हैं तो हमें लिखना होगा हमें तापमान वितरण खोजने की जरूरत है और तापमान वितरण को खोजने के लिए हमें ऊर्जा संतुलन लिखना होगा हम यही करते रहे हैं तो मान लीजिए कि हम एक छोटा तत्व लेते हैं यह dx है और मान लीजिए कि यह x दिशा है जो L की ओर जा रही है और मान लें कि कोई फ्लूअड है जो इस वस्तु के पार से T अनंत तापमान पर हर जगह बह रहा है तो कुछ फ्लूअड है जो बह रहा है और अगर मैं स्थिर अवस्था प्रक्रिया को मान लेता हूँ तो मुझे हम यह कहते हुए कुछ धारणाएँ बनाते हैं कि यह एक स्थिर अवस्था है और मान लें कि ऊष्मा अन्तरण मुख्य रूप से एक आयामी है जिसका अर्थ है कि ऊष्मा अन्तरण केवल x दिशा में है और मैं मानता हूं कि क्रॉस सेक्शन तापमान एक समान है इसलिए मैं मानता हूं कि प्रत्येक क्रॉस सेक्शन तापमान एक समान है जिसका अर्थ है कि इस क्रॉस सेक्शन में ग्रेडिएंट 0 हैं लेकिन अगर पहलू अनुपात यानी यदि यदि क्रॉस सेक्शन की त्रिज्या जिस पर हम विचार कर रहे हैं यदि वह उस वस्तु की लंबाई की तुलना में काफी कम है जिस पर हम विचार कर रहे हैं तो यह एक उचित धारणा है यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रॉस सेक्शन में ग्रेडिएंट बहुत कम हैं यदि यहां यदि पहलू अनुपात महत्वपूर्ण है यदि यह एक के करीब है तो निश्चित रूप से यह मान लेना सही नहीं है कि क्रॉस सेक्शनल तापमान एक समान है क्रॉस सेक्शन में ग्रेडिएंट होंगे और आपको उस पर विचार करना होगा और इसके लिए 3 आयामी ऊर्जा संतुलन की आवश्यकता होगी जिसे हम लाइन के नीचे कुछ व्याख्यान देखेंगे तो ऊर्जा संतुलन क्या है एक व्याख्यान में मैंने आपको जो मंत्र बताया था उसे याद रखें इस तत्व में जो कुछ भी आता है वह जो कुछ भी छोड़ता है और जो कुछ भी सिस्टम के अंदर उत्पन्न होता है या उस स्थान से जो कुछ भी खो जाता है वह संचय के बराबर होना चाहिए तो वह मंत्र है जो हमने लिखा था तो इनपुट माइनस आउटपुट प्लस जेनरेशन संचय के बराबर खोया हुआ शब्द पीढ़ी में उचित चिन्ह लगाकर हिसाब किया जा सकता है इसलिए मैं इसे यहां एक अलग शब्द के रूप में नहीं लिखूंगा तो मान लीजिए कि मैं क्रॉस सेक्शन खींचता हूं यह dx है और A सबस्क्रिप्ट c हमारे कन्डक्शन का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र है और ध्यान दें कि क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र सैद्धांतिक रूप से ऐक्सीअल स्थिति का एक कार्य हो सकता है तो यह सिद्धांत रूप में x का एक फंगक्शन है और ऊष्मा परिवहन की कन्वेक्टिव विधि वास्तव में इस वस्तु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से घटित हो रही है तो घुमावदार सतह क्षेत्रों क्षेत्र के साथ हम देखते हैं कि एक फ्लूअड है जो बह रहा है और इसलिए ठोस से तरल में घुमावदार सतह क्षेत्र के साथ निरंतर ऊष्मा का आदान प्रदान होता है और निश्चित रूप से अंत में ऊष्मा परिवहन भी होगा तो ध्यान दें कि x बराबर 0 मूल रूप से मेल खाता है यह आधार से जुड़ा हुआ है यह आधार उपकरण से जुड़ा हुआ है तो यह फ्लूअड के संपर्क में नहीं है और घुमावदार सतह से और फिन के पिछड़े किनारे से भी ऊष्मा का आदान प्रदान होगा जिस पर हम विचार कर रहे हैं तो मान लीजिए कि मैं dq कन्वेक्शन कहता हूं ऊष्मा की अवकल मात्रा का आदान प्रदान होता है या वह जो इस सतह को छोड़ देता है और फ्लूअड धारा में भेजा जाता है तो वह दर अवकल दर की मात्रा है जिस पर ऊष्मा का आदान प्रदान किया जा रहा है और अगर ऊष्मा की मात्रा जिस दर पर उस तत्व इनपुट में ऊष्मा स्थानांतरित की जाती है वह qx है और यदि वह दर जिस पर वह निकलती है वह xdx का q है तो स्थिर अवस्था में संचय 0 होता है इसलिए शेष राशि केवल qx है जो कि इनपुट माइनस q xdx है जो वह दर है जिस पर ऊष्मा इस तत्व को छोड़ती है और ऊष्मा के आदान प्रदान के कारण खो जाने वाली ऊष्मा की मात्रा को माइनस देती है फ्लूअड के लिए ठोस जो इसके पीछे बह रहा है तो माइनस dq कन्वेक्शन जो 0 के बराबर है बहुत सरल उस तत्व में जो कुछ भी आता है qx माइनस जो कुछ भी छोड़ता है वह है x का q प्लस dx माइनस जो भी ऊष्मा परिवहन के ठोस से फ्लूअड तक कन्वेक्शन के कारण खो जाता है जो कि उस वस्तु के पार बहना है तो q फूरियर के नियम से हम जानते हैं कि qx माइनस k Ac का x गुणा dT dx है तो ध्यान दें कि सैद्धांतिक रूप से क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र स्थिति का एक कार्य हो सकता है और इसलिए यह एक परिवर्तनशील क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र समस्या है और इसी तरह न्यूटन के शीतलन के नियम से dq कन्वेक्शन dAs में ऊष्मा परिवहन गुणांक है और यदि स्थानीय तापमान T है तो T माइनस T अनंत से गुणा किया जाता है तो वह d q कन्वेक्शन है यह फूरियर के नियम से आता है और यह न्यूटन सिद्धांत कूलिंग से आता है तो जब हम यह सब प्रतिस्थापित करते हैं माइनस k माइनस A s को T माइनस T बराबर 0 इस पर अब तक कोई प्रश्न तो अब मैं इसे इस प्रकार फिर से लिख सकता हूं d dx k A का x dT dx बराबर d dx h A s गुणा T माइनस T अनंत इसलिए यदि मैं यह मान लूं कि थर्मल कान्डक्टिवटी और ऊष्मा परिवहन गुणांक स्थिति का कार्य नहीं है तो कोई इसे बाहर निकाल सकता है और कह सकता है कि k d dx A x बराबर h क्या T माइनस T अनंत स्थिति का एक फंगक्शन है इस पद में यहाँ हाँ या नहीं आपको सावधान रहना चाहिए यह कन्वेक्शन के परिवर्तन की d dx दर है संवहनी अवधि ठीक है तो यहाँ क्या बदल रहा है क्या क्षेत्र dx या T माइनस T अनंत के साथ बदल रहा है आपको क्या विचार करना चाहिए तो ध्यान दें कि यह अवकल संतुलन है आप देख रहे हैं कि इस छोटे से तत्व में क्या परिवर्तन हो रहा है इसलिए जब हम न्यूटन सिद्धांत कूलिंग को कहते हैं तो हम मान लेते हैं कि उस तत्व का क्रॉस सेक्शनल तापमान या स्थानीय तापमान स्थिर है और इसलिए ठोस से फ्लूअड में कन्वेक्शन के संबंध में यहां जो बदल रहा है वह क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र है इसलिए हम इसे dAs dx गुणा T माइनस T अनंत में फिर से लिख सकते हैं तो ध्यान रखें कि यहाँ क्या बदल रहा है इसलिए इस छोटे से तत्व में जब भी आप क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के साथ ठोस से फ्लूअड में कन्वेक्टिव ताप परिवहन को देखते हैं तो अवकल संतुलन में तो ध्यान दें कि यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण धारणा है कि आप अवकल संतुलन में बनाते हैं कि स्थानीय मात्रा जिसे आप नियंत्रण मात्रा में विचार कर रहे हैं आप मानते हैं कि स्थानीय मात्रा तत्व इतना छोटा है कि स्थानीय मात्रा स्थिर रहती है और इसलिए इस छोटे से तत्व में T माइनस T इन्फिनिटी स्थिर रहना चाहिए यह dx का फंगक्शन नहीं है माफ़ कीजिए यह ग्रेडिएंट में पहले से ही यहाँ है तो आप यहां जो तापमान परिवर्तन देख रहे हैं वह ठोस के अंदर है उस भिन्नता का पहले से ही प्रसार शब्द के साथ हिसाब लगाया जाता है तो कैसे अंदर तापमान भिन्नता का कारण कन्डक्शन प्रक्रिया है तो ठोस के अंदर तापमान की भिन्नता का हिसाब पहले से ही यहाँ है लेकिन जब आप कन्वेक्शन पर विचार कर रहे हैं कन्वेक्शन का कारण क्या है कन्वेक्शन की प्रेरक बल ठोस के अंदर का स्थानीय तापमान और बाहर के फ्लूअड में स्थानीय तापमान है गणितीय रूप से सही क्योंकि मेरा इनपुट है वह सही है यदि हम श्रृंखला नियम का उपयोग करते हैं तो ध्यान दें कि यहाँ dq देखें यह ऊष्मा की अवकल मात्रा है जो अंदर गई यह अवकल राशि अवकल क्षेत्र के कारण है न कि अवकल तापमान ग्रेडिएंट के कारण इसलिए यदि आप श्रृंखला नियम का उपयोग करते हैं तो अवकल तापमान ग्रेडिएंट 0 है क्योंकि आप मानते हैं कि इस छोटे तत्व में तापमान समान है और यह किसी भी अवकल संतुलन की मूल धारणा है एक नियंत्रण मात्रा में आप हमेशा मानते हैं कि तापमान स्थिर है और इसलिए अवकल कन्वेक्टिव ऊष्मा अन्तरण की मात्रा जो कन्वेक्शन के कारण होती है एक क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र या सतह क्षेत्र की अवकल राशि के कारण होती है जो मौजूद है और इसलिए भले ही हम श्रृंखला नियम का उपयोग करें आप उपयोग कर सकते हैं भले ही आप श्रृंखला नियम का उपयोग करें इस शब्द में अवकल तापमान अंतर 0 होगा क्योंकि आप प्रकृति द्वारा आधार अवकल संतुलन का मौलिक आधार यह है कि स्थानीय तापमान ग्रेडिएंट को स्थिर माना जाता है इसलिए यदि आप उस प्रापर्टी का उपयोग करते हैं तो भले ही आप श्रृंखला नियम का उपयोग करते हैं तो तापमान ग्रेडिएंट 0 होगा तो हम इसे बस k गुणा Ac में x के रूप में लिख सकते हैं मुझे यहां एक सबस्क्रिप्ट डालनी चाहिए थी तो Ac का x गुणा d वर्ग T dx वर्ग प्लस k गुणा dAc dx जो कि h गुणा T माइनस T अनंत गुणा dAs d x के बराबर होना चाहिए तो ध्यान दें कि कन्डक्शन अवधि में या नेट ऊष्मा परिवहन दर में ग्रेडिएंट अब तापमान ग्रेडिएंट और क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र ग्रेडिएंट दोनों का एक कार्य होने जा रहा है जो आप कन्वेक्शन अवधि में देखते हैं क्योंकि यहां कन्वेक्शन क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के साथ होता है और आप मानते हैं कि कन्वेक्शन के लिए प्रेरक बल स्थानीय तापमान ग्रेडिएंट है तो यह महत्वपूर्ण अंतर है कि इस तरह का क्यों यदि आप श्रृंखला नियम का उपयोग करते हैं तो तापमान ग्रेडिएंट 0 होगी कोई और सवाल ठीक है तो यह सामान्य संतुलन है तो हम इसे d वर्ग T dx वर्ग प्लस 1 Ac में dT dx के रूप में फिर से लिख सकते हैं जो कि h गुणा T माइनस T अनंत k गुणा Ac dAs dx के बराबर है तो यह अनियन्त्रित ज्यामिति के लिए सामान्य संतुलन है जिस पर हमने अभी विचार किया है इस पर अब तक कोई सवाल हाँ यह वस्तु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है हो सकता है कि आप देर से आए हों आपने सटीक तस्वीर नहीं देखी ठीक है तो चलिए फिर से चित्र बनाते हैं मान लीजिए कि यह अनियन्त्रित फिन्स है तो इस दिशा में कन्डक्शन होता है तो कन्डक्शन के कारण यह ऊष्मा अन्तरण दर है कन्डक्शन से होता है यह वस्तु का आधार है तो फिन्स वास्तव में आधार से फैला हुआ है और इसलिए ऊष्मा को अब आधार से फिन्स तक ले जाया जाता है और ऊष्मा परिवहन का संचालन मोड होता है जो ऊष्मा को पार कर रहा है अब हमारे पास फ्लूअड है जो वास्तव में इस वस्तु से सभी दिशाओं में बह रहा है तो अब घुमावदार सतह में हर स्थान से ऊष्मा खो जाती है इसलिए किसी भी स्थान पर x A अनिवार्य रूप से मान लीजिए यदि त्रिज्या किसके द्वारा दी गई है मान लीजिए कि त्रिज्या r द्वारा दी गई है तो किसी भी अवकल के रूप में किसी भी स्थान x ऊष्मा परिवहन के प्रवाहकीय मोड का अवकल क्षेत्र इसे केवल 2 pi r गुणा dx द्वारा दिया जाता है यदि मोटाई dA है तो आप परिभाषित नहीं कर सकते क्योंकि आपको देखने की आवश्यकता है किसी भी ऊष्मा परिवहन प्रक्रिया के लिए आपको एक क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र की आवश्यकता है अब आपको कुछ क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र की आवश्यकता है जिस पर ऊष्मा परिवहन होने वाला है और इसलिए किसी भी स्थान पर ऊष्मा परिवहन प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए आपको एक निश्चित मोटाई की आवश्यकता होती है तो मान लीजिए कि अगर मैं देखता हूं तो यह क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र है मान लीजिए कि मुझे पता है कि कुल लंबाई क्या है और मुझे पता है कि ऊष्मा परिवहन का कुल सतह क्षेत्र क्या है लेकिन अगर मैं जानना चाहता हूं कि ऊष्मा क्या है किसी दिए गए स्थान पर परिवहन जहां क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र बदल रहा है तो आपको एक विशिष्ट मोटाई को परिभाषित करना होगा अन्यथा क्षेत्र परिभाषित नहीं है तो यदि आप एक विशिष्ट मोटाई को परिभाषित करते हैं तो यही वह क्षेत्र है जिस पर आपको विचार करना है तो निश्चित रूप से जब आप ऊष्मा परिवहन के क्षेत्र को परिभाषित करना चाहते हैं तो आपको 2 आयामों की आवश्यकता होती है आप केवल एक आयाम से परिभाषित नहीं कर सकते क्षेत्र परिभाषित नहीं है तो आपको एक क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए 2 आयामों की आवश्यकता है तो आपको परिभाषित करने की आवश्यकता है यदि यह एक अलग क्रॉस सेक्शन है तो आपके पास कम से कम एक छोटी मोटाई होनी चाहिए जिस पर प्रवाहकीय ऊष्मा परिवहन होने वाला है अब अगर यह गैर भिन्न क्रॉस सेक्शन है यानी यदि क्रॉस सेक्शन समान है तो आप वास्तव में विचार कर सकते हैं कि ऊष्मा परिवहन का समग्र क्षेत्र क्या है क्या यह सभी के लिए स्पष्ट है सीमारेखा की हालत हम इसे देखने जा रहे हैं ध्यान दें कि कन्डक्शन x दिशा में हो रहा है तो इस सीमा में जो भी ऊष्मा परिवहन हो रहा है उसे सीमा की स्थिति के रूप में माना जाता है वही हम देखने जा रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंटीग्रल करते हैं या डिफरेंशियल बैलेंस वास्तव में हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं कुछ प्रापर्टीयों का अनुमान लगाने के लिए प्रापर्टीयों का अनुमान लगाने के कई अलग अलग तरीके हैं चाहे आप अभिन्न विधि का उपयोग करें या चाहे आप समग्र अधिकतम ताप परिवहन विधि का उपयोग करें आपको बिल्कुल वही उत्तर मिलेगा तो अवकल और अभिन्न संतुलन वास्तव में कुछ अर्थों में एक साथ विलय किया जा सकता है ऐसा करने के औपचारिक तरीके हैं इसलिए इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अगर मैं अभिन्न संतुलन का उपयोग करता हूं तो क्या मुझे एक अलग उत्तर मिलेगा तुम नहीं करोगे आपको बिल्कुल वही उत्तर मिलता है चाहे आप एक अभिन्न या अवकल संतुलन का उपयोग करें आप इसे कुछ ही देर में देखने वाले हैं यह अगला मामला है जिस पर हम विचार करने जा रहे हैं और यह ठीक ही बताया गया है यह स्पष्ट मामला है जिस पर आप विचार करना चाहेंगे है ना यही वह तात्कालिक चीज है जिसे आप जांचना चाहते हैं क्या यदि हम कहें कि क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र x दिशा से स्वतंत्र है तो क्या स्थिति होगी तो मूल ऊर्जा संतुलन समीकरणों में मान लीजिए कि आप बहु आयामी ऊर्जा संतुलन समीकरण लिखते हैं ठीक है तो चलिए इसे एक पल के लिए लेते हैं आइए हम कुछ मिनटों के लिए पीछे हटें तो सिद्धांत रूप में आप सामान्यीकृत ऊर्जा संतुलन से भी यही समीकरण प्राप्त कर सकते हैं तो सामान्यीकृत ऊर्जा संतुलन k डेल वर्ग T है तो यह सामान्यीकृत ऊर्जा संतुलन है k डेल वर्ग T प्लस जो भी ऊष्मा की मात्रा है जो ठोस के अंदर उत्पन्न होती है और वह संचय अवधि के बराबर होनी चाहिए इसलिए यदि आप स्थिर अवस्था मानते हैं तो संचय 0 है और यदि हम मानते हैं कि अंदर कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है तो वह भी 0 है तो k डेल वर्ग T बराबर 0 आपका मॉडल है लेकिन ध्यान रखें कि घुमावदार सतह से होने वाला ताप परिवहन अब रेडियल दिशा में सीमा की स्थिति के रूप में दिखाई देने वाला है तो यदि मैं सीमा की स्थिति को r के बराबर लिखूं तो मान लें कि R जो स्थिति x का एक कार्य है तो वह माइनस k dT d r होगा जो कि h गुणा T माइनस T अनंत के बराबर है तो यह अब एक सीमा शर्त के रूप में दिखाई देगा अब इस मॉडल को यहां से प्राप्त करने का तरीका है आपको बस इतना करना है आप वह कहते हैं तो ध्यान दें कि हमने एक धारणा को शामिल नहीं किया है हमने कहा कि क्रॉस सेक्शनल का तापमान एक समान होता है तो हम इसे कैसे शामिल करते हैं तो आप r के संबंध में मॉडल समीकरण को एकीकृत करते हैं यदि आप एकीकृत करते हैं बस मुझे एक सेकंड दें यदि आप r के संबंध में एकीकृत करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको सही वजन का उपयोग करना है ठीक है तो ध्यान दें कि अब आप इन रेडियल निर्देशांक के साथ काम कर रहे हैं इसलिए आपको इसका हिसाब देना होगा जब आप रेडियल निर्देशांक को एकीकृत करते हैं तो आपको क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होना होगा तो सही समाकल अनिवार्य रूप से rdr T गुना rdr है तो आपको जो मिलेगा वह एक क्रॉस सेक्शनल औसत तापमान है तो यह T अनिवार्य रूप से है हम मान रहे हैं कि रेडियल वितरण एक समान है है ना हमने कहा कि रेडियल दिशा में कोई ग्रेडिएंट नहीं है जो यह कहने के बराबर है कि यह एक क्रॉस सेक्शनल औसत तापमान मात्रा है तो अब यदि आप इस समीकरण को r दिशा में एकीकृत करते हैं और संबंधित सीमा स्थिति को प्रतिस्थापित करते हैं तो आपको वह मिल जाना चाहिए और वास्तव में यह जांचना एक अच्छा अभ्यास है तो अलग अलग क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के लिए खाते हैं और आप इस एकीकरण को अपने मॉडल समीकरण में शामिल करते हैं और आप इसे प्राप्त करने में सक्षम होंगे तो यह सामान्यीकृत समीकरण से जाने का तरीका है और वास्तव में हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे लेकिन इस तरह की धारणा को इंजीनियरिंग साहित्य में लंपिंग लंपिंग या औसत कहा जाता है तो यह एक बहुत ही सामान्य तकनीक है जिसका उपयोग आप विभिन्न इंजीनियरिंग प्रणालियों को मॉडल करते समय करते हैं तो आप एक लंपिंग विधि का उपयोग कर सकते हैं यदि आप जानते हैं कि एक निश्चित समस्या का पहलू अनुपात बहुत छोटा है यानी मैं पहलू अनुपात को लंबाई से विभाजित त्रिज्या के रूप में परिभाषित करता हूं यदि वह बहुत छोटा है तो आप वास्तव में वह कर सकते हैं जिसे कहा जाता है एक लंपिंग धारणा और फिर आपको 1 आयामी मॉडल मिलता है